इसलिए अब हम भाग 3 स्मार्ट शहरों और स्मार्टफोन के तीसरे भाग पर आते हैं और पिछले 2 व्याख्यानों के विपरीत जहाँ हमने ज्यादातर स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित किया है यहाँ इस विशेष व्याख्यान में हम स्मार्ट घरों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए जब हम स्मार्ट घरों के बारे में बात करते हैं तो हम आईसीटी प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि एक बार मैंने पिछले 2 व्याख्यानों के हिस्से के रूप में या यहां तक कि एक बार जब हमने इन विभिन्न तकनीकों की मदद से इस पाठ्यक्रम के बारे में बात की थीकी कैसे हम अपने घरों को स्मार्ट बना सकते हैं तो आइए हम इस तरह से एक परिदृश्य पर विचार करें तो आइए हम एक स्मार्ट घर कहें हमारे पास अलग अलग कमरे हैं हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ सादगी के लिए जाने दें मुझे केवल इन अलग अलग कमरों को यहां और इसी तरह से निरूपित करना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस कला में बहुत अच्छा नहीं हूं खासकर जब यह 3 डी चित्रों की बात आती है तो हम कहते हैं कि यह कमरा 1 है यह कमरा 2 है फिर आपके पास एक रसोईघर है फिर आपके पास वॉशरूम है तो एक स्मार्ट घर में आपके पास अलग अलग हैं आपके पास अलग अलग सेंसर हैं जो मूल रूप से अलग अलग जगहों पर तैनात हैं फिर उसी समय आपके पास कुछ एक्ट्यूएटर भी होते हैं और साथ ही यह भी बता दें कि ये अलग अलग एक्ट्यूएटर हैं जो हो सकते हैं कुछ कमरे में भी हो सकते हैं तो आपके पास अलग अलग सेंसर एक्ट्यूएटर और विभिन्न प्रकार के अन्य जैसे एनएफसी डिवाइस या विभिन्न अन्य IoT डिवाइस हैं और वे एक दूसरे से बात करते हैं तो आइए विचार करें कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक स्मार्ट घर है हमें कुछ बेहतर करना होगा तो हम क्या कहते हैं कि हम आपको बेहतर तरीके से कुछ पकाने के लिए जानते हैं तो क्या आप एक विशेष कमरे से जहां हम बैठे हैं क्या किया जा सकता है तो उस पॉइंट से किसी प्रकार का एक उपकरण हो सकता है जो जा सकता है और जो आप जानते हैं कि रसोई में जा सकते हैं और रसोई के रेफ्रिजरेटर से यह कुछ बाहर निकाल सकता है और फिर रसोई में एक माइक्रोवेव डिवाइस है जिसे वह माइक्रोवेव डिवाइस में डालने जा रहा है फिर वह इसे उबालने वाला है या आप जानते हैं कि यह आपको माइक्रोवेव ओवन में वार्म अप हो रहा है और फिर तो यह सही में मेरी सेवा करने जा रहा है तो यह एक उदाहरण है जैसे कि आप जानते हैं कि घर पर अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग चीजें हैं जो हम घर पर करते हैं इन्हें और भी स्मार्ट बनाया जा सकता है तो यह एक स्मार्ट घर का एक उदाहरण है स्मार्ट घर में आपको बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बेहतर गतिविधि आप बेहतर गतिविधि जानते हैं मैं कहूंगा कि आप प्रदर्शन करना जानते हैं और इसी तरह से आप जानते हैं इसलिए आप जो भी नियमित गतिविधियाँ करते हैं उनमें भी सुधार किया जा सकता है ताकि उन गतिविधियों को कुशलता से किया जा सके इसलिए हम स्मार्ट होम इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं इसलिए आपको इन विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है इस बुनियादी ढांचे के रूप में मैं आपको अभी तक बता रहा हूं कि आपके पास ये अलग अलग सेंसर एक्ट्यूएटर हैं जो विभिन्न रोबोट डिवाइस हैं जो आपके घर पर हैं और आपको नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है तो आपके पास बुद्धिमान नेटवर्किंग डिवाइस इन्फ्रास्ट्रक्चर है इस विभिन्न उपकरणों का कम एकीकरण प्रतीत होता है सेंसर एक्ट्यूएटर्स वगैरह वायरलेस का उपयोग करके आमतौर पर वायरलेस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है लेकिन वायर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसके अलावा भी किया जा सकता है तो यह मूल रूप से घरेलू प्रणालियों के उपयोग में आसानी देता है तो स्मार्ट घर में विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन की दक्षता में सुधार या इन विभिन्न घरेलू प्रणालियों के उपयोग में सुधार किया जा सकता है यह एक अत्यधिक वैयक्तिकृत और सुरक्षित होम स्पेस बनाता है इसलिए आपको पता है कि मुझे जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है वह मैं कुशलतापूर्वक आपके द्वारा ज्ञात चीजों को कर सकता हूं और यह कुशल क्यों है क्योंकि हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि अगर किराने का सामान खत्म हो रहा है तो किराने वाले को सूचित किया जाएगा तो यह इसे और अधिक कुशल बना देगा इसलिए आप जैसे निगमों को जानते हैं सिस्को गूगल माइक्रोसॉफ्ट और कई अन्य लोग स्मार्ट होम सिस्टम के निर्माण के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं वे इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं कि वे स्मार्ट होम सिस्टम बनाने के बारे में सोच रहे हैं इसलिए हाल के वर्षों में स्मार्ट होम सिस्टम बहुत लोकप्रिय हो गए हैं तो एक स्मार्ट होम मूल रूप से एक उत्पादक और लागत प्रभावी वातावरण प्रदान करता है क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप कुशलतापूर्वक चीजें कर रहे हैं तो लागत में सुधार होने जा रहा है कम होने जा रहा है तो यह लागत प्रभावी होने जा रहा है अधिभोगियों की प्रभावशीलता अधिकतम जीवनकाल हार्डवेयर और सुविधाओं की न्यूनतम जीवन लागत के साथ कुशल प्रबंधन प्रदान करता है और उपरोक्त तीनों के बीच संरचना प्रणाली सेवाओं और प्रबंधन अंतर्संबंध जैसे चीजों का अनुकूलन करता है तो इन सभी को एक स्मार्ट घर के माहौल में अनुकूलित किया जा रहा है तो मूल रूप से एक स्मार्ट घर में विभिन्न घटक सेंसर नेटवर्क सेंसर नेटवर्क बुद्धिमान नियंत्रण बुद्धिमान प्रबंधन संचार नेटवर्क के बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सुविधाएँ और स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं इसलिए एक स्मार्ट घर में हम आम तौर पर एक गृह क्षेत्र नेटवर्क के रूप में जाना जाने वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी इमारत में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या एक साथ कुछ इमारतों के समान है जब आप जानते हैं कि हमारे पास आमतौर पर ये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क हैं तो स्मार्ट क्षमा करें और फिर हमारे पास यह व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है इसलिए व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क उस सीमा के संदर्भ में बहुत छोटा हैं आमतौर पर आप जानते हैं कि मानव निकायों के पास व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है या फिर हम इस व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क को एक कंप्यूटिंग प्रणाली में इस अलग परिधीय उपकरणों से बाहर कर सकते हैं इसलिए व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क बहुत छोटा है फिर लोकल एरिया नेटवर्क ज्यादा बड़ा होता है फिर हमें स्मार्ट घरों में उपयोग के लिए कुछ चाहिए और इसे होम एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है इसलिए एक होम एरिया नेटवर्क में हमारे पास अलग अलग घटक हैं हमारे पास इन होम एरिया नेटवर्क तत्व हैं जिनके बारे में हम जल्द ही और अधिक विस्तार से बात करने जा रहे हैं तो नेटवर्क मूल रूप से एक विशेष क्षेत्र के भीतर एक होम एरिया नेटवर्क में सामग्री है फिर हमारे पास अलग अलग मानक हैं आर्किटेक्चर हैं फिर हमारी अलग अलग पहलें हैं तो मूल रूप से आप जानते हैं इसलिए हम इनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो कि होम एरिया नेटवर्क एलिमेंट्स होम एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड होम एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर के संबंध में है और विभिन्न अन्य पहलों के बारे में जो हम जल्द ही बात करने जा रहे हैं इसलिए नेटवर्क एक घर के भीतर निहित है यह उपकरणों और प्रणालियों के रिमोट एक्सेस और नियंत्रण को सक्षम करता है और घर के भीतर विभिन्न प्रणालियों का एक समामेलन प्रदान करता है जैसे कि सुरक्षा प्रणाली होम ऑटोमेशन सिस्टम व्यक्तिगत मीडिया संचार और इसी तरह तो आइए हम होम एरिया नेटवर्क एलिमेंट के साथ शुरू करें पहला आईपी प्रोटोकॉल है इसलिए हमारे पास मल्टी प्रोटोकॉल गेटवे ब्रिजज़ है जो आईपी नेटवर्क के लिए गैर आईपी नेटवर्क है दूसरे शब्दों में आप जानते हैं इसलिए आपके पास एक होम एरिया नेटवर्क है दोनों आईपी आधारित नेटवर्कों के लिए पारंपरिक इंटरनेट आधारित नेटवर्क के साथ साथ कुछ गैर आईपी आधारित नेटवर्क भी हैं और गेटवे हैं जो मल्टीप्रोटोकोल गेटवे को ब्रिजज़ करेंगे इसका मतलब है कि आप उन गेटवे को जानते हैं जो मूल रूप से समर्थन करते हैं वे दोनों आईपी आधारित प्रोटोकॉल के साथ साथ गैर आईपी आधारित प्रोटोकॉल दोनों को समझने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल की भाषा को समझते हैं नई तकनीकों के बीच ब्रिजिंग आप की मदद से सीमित है आईपी आधारित चीज आईपी आधारित प्रोटोकॉल और नई तकनीकों या नेटवर्क के लिए संतोषजनक प्रदर्शन करने के लिए ब्रिजिंग के लिए एक नई मैपिंग की आवश्यकता होती है अगले एक वायर्ड होम एरिया नेटवर्क है इसलिए ये मूल रूप से घर के पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आसान एकीकरण को सक्षम करते हैं जैसे मौजूदा टेलीफोन सिस्टम मौजूदा केबल जिन्हें आप केबल टीवी केबल और इतने पर जानते हैं तो आसान एकीकरण संभव है इसकी मदद से यह कम लागत है क्योंकि आप जानते हैं आपको अतिरिक्त वायरिंग अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है जो आप जानते हैं कि इन मौजूदा प्रणालियों की मदद से इसे किया जा सकता है और आप जानते हैं कि यह सस्ता है लेकिन साथ ही आपको पता है कि यह आपके पास है अलग अलग सीमाएँ इसकी अलग अलग सीमाएँ हैं क्योंकि गतिशीलता एक मुद्दा है इसलिए अगर यह जानने के लिए आपको तार दिया गया है कि आप घूम नहीं सकते हैं और गतिशीलता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ किसी भी स्मार्ट वातावरण और स्मार्ट घर में भी स्मार्ट वातावरण में मोबिलिटी में आसान कि आसानी बहुत महत्वपूर्ण है तो आप सभी जानते हैं कि एक घर क्षेत्र नेटवर्क में वायर्ड प्रौद्योगिकियां वायरलेस समकक्ष की तुलना में कम खर्चीली हैं साथ ही यह घर पर उपयोगकर्ताओं की गतिशीलता को भी सीमित करता है वायरलेस होम एरिया नेटवर्क वाई फाई ज़िगबी जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है और अन्य जो इस पाठ्यक्रम के पहले भाग द्वारा इस पाठ्यक्रम के बारे में बोले जाते हैं उदाहरण के लिए जिन्हें हमने मॉड्यूल में कवर किया था वे विभिन्न तकनीकों में से एक हैं जिनका उपयोग वायरलेस होम एरिया नेटवर्क के लिए किया जा सकता है इसलिए वायरलेस कार्यान्वयन को आसान बनाता है यह उपयोगकर्ताओं की गतिशीलता में सुधार करता है जिससे संतुष्टि में सुधार होता है और घरेलू नेटवर्क की उपयोगिता जिसे आप जानते हैं कुल मिलाकर यह उपयोगिता बेहतर होने जा रही है तो घर क्षेत्र नेटवर्क का वर्गीकरण इसलिए हमारे पास घर क्षेत्र नेटवर्क संचार और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियां हैं जो वायर्ड या वायरलेस हैं वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रिक लाइनों टेलीफोन लाइनों ऑप्टिकल फाइबर की मदद लेगा जो पहले से ही घर पर मौजूद हैं यहां तक कि केबल टेलीविजन केबल केबल टीवी केबल और भी मूल रूप से वायरलेस आमतौर पर बैटरी संचालित होते हैं या वे मुफ्त में भी बेहतर हो सकते हैं और बैटरी से संचालित बैटरी ऊर्जा में कोई ऊर्जा संचयन नहीं होता है और इनमें से कुछ प्रोटोकॉल जो मूल रूप से इस बैटरी चालित ऊर्जा की कटाई में मदद करते हैं एक होम एरिया नेटवर्क में संचार यहाँ दिए गए हैं तो हमारे पास Zwave Wi Fi 6LoWPAN ZigBee और इतने पर हैं एनोसियन मूल रूप से ऊर्जा की कटाई करता है और यह बैटरी रहित वायरलेस तकनीक है अब विभिन्न मानकों का समर्थन किया जाता है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण एक सबसे लोकप्रिय एक UPnP सार्वभौमिक प्लग और प्ले है यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले एक प्रोटोकॉल मानक है जो आमतौर पर अधिकांश स्मार्ट वातावरणों में और विशेष रूप से स्मार्ट घरों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले देखें एक एप्लिकेशन लेयर तकनीक है जो विशेष रूप से वेब आधारित अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती है तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक निचली परतों के लिए समर्थन प्रदान करता है और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के सहज एकीकरण को सक्षम करता है और शून्य कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग और स्वचालित खोज सेवाओं के लिए समर्थन के साथ पारदर्शी नेटवर्किंग प्रदान करता है फिर हमारे पास DLNA का पूर्ण रूप है जो जो डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलाइअन्स DLNA है यह एक व्यापार संगठन है जो सोनी इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों द्वारा बनाया गया है यह मीडिया नियंत्रण और पहुंच के साझाकरण के लिए वायरलेस नेटवर्क के साथ केबल आधारित नेटवर्क को जोड़ता है इसलिए केबल नेटवर्क बहुत सी मीडिया सामग्री के साथ आते हैं जिन्हें अन्य वायरलेस नेटवर्क की मदद से उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जाता है इसलिए DLNA डिजिटल लिविंग नेटवर्क गठबंधन मूल रूप से इस तरह की सामग्री को उपलब्ध कराने में मदद करता है जिससे मीडिया पहुंच घरेलू सामग्री को घरेलू उपयोगकर्ताओं द्वारा घर पर उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है फिर हमारे पास यह कोन्नेक्स मानक है संक्षेप में इसे KNX मानक के रूप में भी जाना जाता है जो कि घर और निर्माण नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है जो बिजली लाइनों समाक्षीय केबलट्विस्टेड पैर आरएफ वगैरह सहित गृह संचार इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी श्रृंखला का उपयोग करता है जब भी उन मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी मौजूद है वह कोनेक्स में संचार संरचना का उपयोग करता है और यह उचित उपयोग से पहले सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थापित और कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए फिर हमारे पास लोनावर्क्स स्थानीय ऑपरेशन नेटवर्क लोनवर्क्स हैं जहां हर डिवाइस में एक न्यूरॉन चिप शामिल है आप जानते हैं लोन्सवर्क्स में अलग अलग डिवाइस होते हैं जिसमें न्यूरॉन चिप के रूप में जाना जाता है जिसमें एक ट्रांसीवर और एप्लिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं तो न्यूरॉन चिप एक प्रणाली है जिसमें कई माइक्रोप्रोसेसर रैम ROM I O इंटरफ़ेस पोर्ट के साथ चिप होती है और इस तरह यह विभाजित हो जाता है उपकरण समूह बुद्धिमान तत्वों में होते हैं जो एक भौतिक संचार माध्यम के माध्यम से संचार कर सकते हैं फिर हमारे पास ZigBee और ZigBee हैं हमने वास्तव में मॉड्यूल एक में बहुत विस्तार से चर्चा की है इसलिए मैं यहां बहुत विस्तार से बात नहीं करने जा रहा हूं लेकिन एक होम एरिया नेटवर्क के नजरिए से ZigBee का इस्तेमाल आमतौर पर होता है यह भौतिक परत मैक परत नेटवर्क परत और अनुप्रयोग परत की अलग अलग परतें हैं जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं इस पाठ्यक्रम में से एक मॉड्यूल में ZigBee के अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर ZigBee में भौतिक और मैक परतों को 802154IEEE मानक की मदद से परिभाषित किया गया है जबकि नेटवर्क और एप्लिकेशन परतों को ZigBee ZigBee द्वारा ही परिभाषित किया गया है यह कम लागत वाले कम ऊर्जा उपकरणों का लक्ष्य रखता है और इसमें ZigBee गठबंधन है जिसमें मित्सुबिशी हनीवेल इनवेन्सिस मोटोरोला और फिलिप्स जैसी कंपनियां शामिल हैं तो यह मूल रूप से ZigBee मानक के विकास को आगे बढ़ाता है X 10 एक और मानक है जो शिकायत के खेद को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है जो बिजली लाइनों और बिजली की तारों से अधिक संप्रेषित ट्रांसमीटरों और रिसीवरों पर है जो पहले से ही घर पर मौजूद हैं इसे GE और फिलिप्स द्वारा अनुकूलित किया गया था और यह मानक बिट के संचरण के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है जो कि कैरियर के वैकल्पिक वाहक संकेतों से अधिक है और इसमें कम गति और कम डेटा दर है और इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश उपकरण नेटवर्क और सुरक्षा सेंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है अब विभिन्न होम एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में संक्षेप में बात करते हैं घर नेटवर्क आर्किटेक्चर है उनमें से दो काफी लोकप्रिय हैं पहला डोमोनेट है जो नियंत्रण के लिए एक्सएमएल का उपयोग करता है और नियंत्रण के लिए तरंग सेवाओं का उपयोग करता है एक सेवा उन्मुख आधारित आर्किटेक्चर का अनुसरण करता है और यह किसी भी विशिष्ट प्रकार की सॉफ़्टवेयर भाषा या आर्किटेक्चर से बंधा नहीं है यहां डोमोनेट में एक केंद्रीय प्रवेश द्वार है जो विभिन्न तकनीकों को जोड़ता है और प्रत्येक तकनीक के लिए एक तकनीकी प्रबंधक भी है जो नियंत्रण और पहुंच के लिए वेब सेवाएं प्रदान करता है फिर हमारे पास यह जीनी आर्किटेक्चर है जो विभिन्न उपकरणों को अपने संसाधनों को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और ऑटो स्थापना के साथ साझा करने में मदद करता है यह जावा पर्यावरण पर आधारित है और कंपनी द्वारा सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा उपयोग किया जाता है जो बाद में एक ओरेकल बन गया यह केंद्रीय नोड के बिना एक संगठित वितरण प्रणाली का निर्माण करता है जिनि एप्लीकेशन बाइट कोड और जेवीएम का उपयोग करते हैं तो यह मूल रूप से जावा पर्यावरण अनुपालन है यही कारण है कि वास्तव में यह जेवीएम और बाइट कोड का उपयोग कर रहा है और पोर्टेबल हैं क्योंकि यह जेवीएम और बाइट कोड आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर आधारित है तो जहां कभी यह JVM स्थापित किया गया है तो आप जानते हैं कि बाइट कोड मूल रूप से जावा में पोर्टेबल तकनीक है और यही कारण है कि Jini भी बहुत पोर्टेबल है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पेरडाइम का अनुसरण करता है पहलों के संदर्भ में HYDRA प्रोजेक्ट है जो एम्बेडेड इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए कुछ मिडलवेयर के बारे में है तो उस मिडलवेयर को आप जानते थे कि IoT तरह के वातावरण में उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया था जहाँ एम्बेडेड सिस्टम या इंटेलिजेंट उपकरण हैं यह एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर नेटवर्क को जोड़ता है जुड़े उपकरणों में सीमित संसाधन कम प्रसंस्करण शक्ति मेमोरी या ऊर्जा की खपत हो सकती है यहां HYDRA में प्रत्येक डिवाइस में एक एम्बेडेड HYDRA क्लाइंट है जो डिवाइस और मिडलवेयर के बीच प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है तो हाइड्रा प्रोटोकॉल स्टैक में अलग अलग परतें हैं हमारे पास बहुत नीचे है हमारे पास आपके द्वारा ज्ञात भौतिक परत है ब्लूटूथ ZigBee वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और इतने पर होने के कारण हमारे पास TinyOS विंडो वगैरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो TinyOS सेंसर के रूप में विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यह आमतौर पर सेंसर के साथ प्रयोग किया जाता है तो TinyOS ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास HYDRA मिडलवेयर है और फिर हमारे पास ये एप्लिकेशन हैं HYDRA मिडलवेयर में हमारे पास इन एप्लिकेशन एलिमेंट्स और डिवाइस एलिमेंट्स होते हैं और वे मूल रूप से इन अलग अलग तीन लेयर्स के संबंध में हैंडसेट करते हैं नेटवर्क लेयर सर्विस लेयर और सिमेंटिक लेयर होता है और HYDRA में सिक्योरिटी लेयर में वर्टिकल कटिंग होती है तो यह है कि समग्र HYDRA प्रोटोकॉल स्टैक कैसा दिखता है और फिर दूसरा आर्किटेक्चर आता है जो अमीगो आर्किटेक्चर है अमीगो इनीशिएटिव है आर्किटेक्चर नहीं है जो नेटवर्क घर के वातावरण के लिए परिवेश खुफिया प्रणालियों के उद्देश्य से है एमिगो मूल रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस की सुविधा देता है यह इंटरऑपरेबिलिटी का ध्यान रखता है और उपकरणों और सेवाओं की स्वचालित खोज के मुद्दे भी हैं जो विशेष रूप से IoT वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम होम एरिया नेटवर्क होम उपयोगकर्ताओं और घर के बारे में बात कर रहे हैं जो आप स्मार्ट घरों को जानते हैं तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं विशेष रूप से स्मार्ट घरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने अलग अलग प्रोटोकॉल देखे हैं जो स्मार्ट घरों में उपयोग किए जाते हैं स्मार्ट घरों के अलग अलग आर्किटेक्चर और HYDRA और अमीगो इनीशिएटिव का उपयोग करने वाले अलग अलग पहलों का उपयोग करते हैं जो कि इस तरह के होते हैं जो स्मार्ट घरों का निर्माण करते हैं